एनपीटीईएल मॉक स्कोर के इस माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट पर एक और सत्र में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने इस स्मिथ चार्ट और स्मिथ चार्ट कैसे बनता है के बारे में बात की थी इस मॉड्यूल में हम स्मिथ चार्ट पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे और इंपीडेन्स मैचिंग में स्मिथ चार्ट के कुछ अनुप्रयोगों को भी देखेंगे जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी स्मिथ चार्ट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट की कांसेप्ट से उत्पन्न होता है अगर मैं सिर्फ उस आकृति को फिर से लिख सकता हूं तो यह गामा प्लेन है और जैसा कि हम दूर जाते हैं इसलिए यदि यह एक लोड ZL के साथ ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिनिधित्व है तो यह किसी लंबाई L की ट्रांसमिशन लाइन कहते है तो जैसा कि हम लोड से दूर जा रहे हैं हमारा फेज एंगल कम हो जाता है और इसलिए हम एक क्लॉकवाइस दिशा में जा रहे हैं तो हम इसे लोड से दूर या जनरेटर की ओर लिख सकते हैं और दूसरी बात यह है कि जिस दूसरी चीज का मैंने उल्लेख किया वह इस गामा का मैग्नीट्यूड है तो यह गामा X या D गामा X या D है इस गामा X का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना रहता है चाहे हम दूर जा रहे हों या लोड की ओर बढ़ रहे हों तो यह इमेजिनरी गामा है और यह रियल गामा है अब यह कांसेप्ट है कि हमारे पास इस वृद्धि का या लोड की ओर जाने का कांसेप्ट था लोड से दूर क्लॉकवाइज जा रहा था इस समीकरण से एंटीक्लाकवाइज इस प्रकार है हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी गामा D या X क्या इसकी गामा D या X गामा L E रेजटू माइनस 2 J बीटा D के बराबर है यह वह समीकरण है जिसे इस क्लाकवाइज दिशा या एंटीक्लाकवाइज मूवमेंट का कांसेप्ट का प्रकार है तो यह मूल कांसेप्ट है जैसा मैंने कहा था जिस पर स्मिथ चार्ट स्मिथ चार्ट का कांसेप्ट उत्पन्न होता है अब अगर हम स्मिथ चार्ट का और विश्लेषण करते हैं तो जिसका मैंने मूल रूप से पिछली कक्षा में उल्लेख किया था कि स्मिथ चार्ट एक बाइलिनेअर ट्रांसफॉर्मेशन Z प्लेन के बाइलिनेअर ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं है तो इस टर्म में गणितीय रूप से इसका मतलब यह सम्बन्ध है जहां इस छोटे z से जैसा कि मैंने चर्चा की थी नॉर्मलाइज़्ड इम्पीडेन्स कहा जाता है तो अगर यह सूत्र है जिस पर हमने चर्चा की है तो यह वास्तव में रेखांकन कैसे करता है तो आइए हम देखें कि यह रेखांकन कैसे करता है इसलिए यदि मैं इस Z प्लेन पर कुछ सीधी रेखाएं खींचता हूँ तो मैं विभिन्न प्रकार की रेखाओं के लिए एक अलग रंग का उपयोग करूँगा ये काली रेखाएं कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और यह हमारा X एक्सिस और Y एक्सिस पर है तो यह X है और कहें कि यह Y है यह ओरिजिन है अब ये नीली रेखाएं मुझे आशा है कि यह विज़िबल है ये नीली रेखाएँ एक कांस्टेंट रेअक्टैंस या Z के इमेजिनरी कॉम्पोनेन्ट के कांस्टेंट मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं अब यह पूरा प्लेन Z प्लेन है जैसा कि मैंने कहा कि यह बाइलिनेअर ट्रांसफॉर्मेशन Z प्लेन से गामा प्लेन में परिवर्तित हो जाएगा तो ये कांस्टेंट रेअक्टैंस रेखाएँ हैं और ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस रेखाएँ हैं अब जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को लागू करते हैं तो क्या होता है ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस रेखाएं होती हैं यानी ये काली रेखाएँ होती हैं जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स में परिवर्तित हो जाती हैं मुझे उम्मीद है कि यह सर्कल काफी सुंदर है तो यह कहें कि यह R के 0 सर्कल के बराबर है जहाँ R संदर्भित करता है अगर मैं R प्लस JX के रूप में नॉर्मलाइज़्ड इम्पीडेन्स लिखता हूं और यह नॉर्मलाइज़्ड रेजिस्टेंस है और X नॉर्मलाइज़्ड रेअक्टैन्ट्स है तो फिर यह R जो इस R से मेल खाती है यह सर्कल R से 0 सीधी रेखा के बराबर है ओरिजिन की उत्पत्ति से अब हम गामा प्लेन में हैं ठीक है अब ओरिजिन से इस सर्कल का रेडियस 1 है जैसा कि छोटे R का मूल्य बढ़ता जा रहा है हमें कई सर्कल्स मिलेंगे उदाहरण के लिए यह 1 सर्कल R के बराबर है और इसी तरह इसलिए बीच में R को 1 के बराबर और R को बराबर 5R के बराबर और R को 0 बराबर कहा जाता है हमें इस तरह के अन्य कांस्टेंट E रेजिस्टेंस सर्कल्स मिलेंगे तो मान लें कि यह R 5 सर्कल के बराबर है और ये कांस्टेंट रेअक्टैन्ट्स रेखाएं ये कांस्टेंट रेअक्टैन्ट्स रेखाएं हैं ये भी इस तरह सर्कल्स में परिवर्तित हो जाती हैं उदाहरण के लिए यह X 1 सर्कल के बराबर है और यह X 1 सर्कल के बराबर है जैसे जैसे रेजिस्टेंस या रेअक्टैन्ट्स का मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन सर्कल्स की रेडियस घटती जाती है अब इस कांस्टेंट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट पर चर्चा को करते हुए जो हमने पिछली पंक्ति में देखा था मान लीजिए कि हम स्मिथ चार्ट पर किसी भी बिंदु को S लेते हैं हम एक कम्पास लेते हैं और एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल खींचते हैं जिसके ओरिजिन में एक सर्किल होता है यदि हम चलते हैं उस सर्कल की सतह के साथ चलते हैं फिर मूल रूप से हम एक ट्रांसमिशन लाइन के साथ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम गामा प्लेन पर हैं और मैंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन के साथ रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का परिणाम कांस्टेंट है तो फिर अगर हम इस सर्किल के किनारे की सतह के साथ चलते हैं जिसके ओरिजिन में केंद्र है तो हम एक ट्रांसमिशन लाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगर हम क्लॉकवाइस दिशा में जा रहे हैं तो हम एक लोड से दूर जा रहे हैं इसको लोड कहें अगर हम एक एंटीलॉकवाइज दिशा में बढ़ रहे हैं तो हम लोड की ओर बढ़ रहे हैं ठीक है तो इस कांसेप्ट के साथ इस कांसेप्ट के साथ वास्तव में हम आगे जान सकते हैं कि आप कुछ स्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं जैसे कि हम इम्पीडेन्स मैचिंग कहते हैं एक साधारण मामले पर विचार करें मान लीजिए कि हमने ZL को लोड किया है और स्मिथ चार्ट पर इस ZL का प्रतिनिधित्व किया गया है यह ओरिजिन है मान लें कि ZL इस बिंदु द्वारा दर्शाया गया है तो इम्पीडेन्स मैचिंग उस मामले को संदर्भित करता है जब इनपुट पर देखा गया कुल रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट 0 है यह गामा में 0 के बराबर है अब अगर हमारे पास गामा को प्राप्त करने के लिए एक लोड ZL है और मान लें कि हमारा इनपुट कहीं है तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें इस लोड और इनपुट के बीच में कुछ करना होगा जो गामा में 0 के बराबर बनाएगा अब गामा 0 के बराबर का अर्थ है Zin माइनस Z0 0 के बराबर का मतलब है कि Zin Z0 के बराबर होना चाहिए इसलिए हमें इस ZL को बदलना होगा ताकि Zin Z0 के बराबर हो जाए जहाँ Z0 कॅरक्टरिस्टीक्स इम्पीडेन्स है अब हम कैसे करते हैं इसे करने के विभिन्न तरीके हैं ऐसा करने के लिए कुछ सामान्य तरीकों पर चर्चा करेंगे 1 पहला बिंदु है जो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर पर आधारित होगा क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के लिए जैसा कि हमें पता है कि एक सर्किट है जहां हम परिवर्तित कर सकते हैं जहां हम ट्रांसमिशन लाइन की क्वार्टर वेव लेंथ डालकर आउटपुट इम्पीडेन्स को उल्टा कर सकते हैं तो अगर एक बार फिर से हमारे सर्किट पर वापस जाएं तो हमारे पास ZL है अब स्मिथ चार्ट पर जैसा कि मैंने कहा कि यह बिंदु ZL द्वारा दर्शाया गया है तो इससे जाने के विभिन्न तरीके आप जानते हैं कि हम इस बिंदु से ओरिजिन तक विभिन्न तरीकों से जा सकते हैं आप यह जान सकते हैं कि हम केवल ट्रांसमिशन लाइन का एक टुकड़ा जोड़ते हैं ताकि हम इस बिंदु से X एक्सिस में परिवर्तित हो जाएं और फिर इस बिंदु से ओरिजिन में परिवर्तित होने तक हम एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करें तो सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन और फिर एक क्वार्टर वेव लेंथ है तो यह लैम्ब्डा बाय 4 है लेकिन यहाँ मान लीजिए यह बिंदु R डैश है तो यह कह सकते है कि हमें Z0 के बराबर एक इनपुट Z देखना होगा यह बिंदु तो इस क्वार्टर वेव लेंथ का कॅरक्टरिस्टीक्स इम्पीडेन्स होगा तो यह सर्किट कैसा दिखेगा जैसा कि मैंने कहा कि हम जो कर रहे हैं हम इस ZL को इस ओरिजिन में बदल रहे हैं क्योंकि ओरिजिन हमेशा कॅरक्टरिस्टीक्स इम्पीडेन्स Z0 के बराबर है हम वहाँ कर सकते हैं विभिन्न भागों में हम ZL से Z0 के लिए यात्रा कर सकते हैं सभी इम्पीडेन्स मैचिंग के बाद आपको यह समझना होगा कि इस इम्पीडेन्स से ओरिजिन तक का रास्ता ढूंढना है हमें कई रास्ते मिल सकते थे और हम उन रास्तों के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे लेकिन जो भी रास्ता हम चुनते हैं वह संभव होना चाहिए वास्तव में यह पता होना चाहिए कि हमें वास्तव में उस रास्ते का एहसास करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए जब आप वहाँ हैं तो अनन्त रूप से नहीं लोड से ओरिजिन तक संभव अनंत मार्ग हैं लेकिन हमें चो वास्तव में यह शारीरिक रूप से संभव होना चाहिए और इसमें न्यूनतम कॉम्पोनेन्ट भी होने चाहिए जो हमें सुविधाजनक भी बनाते हैं और नॉइज़ के नजरिए से भी हमें उस रास्ते को चुनना होता है जिसमें न्यूनतम संख्या में कॉम्पोनेन्ट शामिल होते हैं तो यह इम्पीडेन्स मैचिंग करने का एक तरीका है फिर भी ऐसा करने का एक और तरीका है कि हम लोड के साथ शुरू कर सकते हैं और हम केवल एक शॉर्टेड या ओपन जोड़कर इसके इमेजिनरी भाग को रद्द कर सकते हैं तो शॉर्टेड या ओपन स्टब सीधे ZL पर जुड़ा होता है इसलिए शॉर्टेड या ओपन स्टब को जोड़ने का एक उद्देश्य ZL के इमेजिनरी कॉम्पोनेन्ट को रद्द करना है और फिर एक बार हमने इसे रद्द कर दिया है हम बस एक और क्वार्टर वेव जोड़ते हैं हम Z0 के बराबर इनपुट इम्पीडेन्स लाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की क्वार्टर वेव लेंथ जोड़ते हैं इसलिए इसे ट्रांस ट्रांस के साथ घुमाने और रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट मैग्नीट्यूड को कोंस्टंट रखने के बजाय हम सीधे शॉर्ट या ओपन स्टब का उपयोग करते हुए ZL के इमेजिनरी कॉम्पोनेन्ट को रद्द करते हैं और फिर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यह भाग भी यहाँ इस भाग के समान है केवल यह भाग इस भाग से अलग है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस इम्पीडेन्स मैचिंग का एहसास करने के लिए यह एक मानक तरीका है अन्य तरीके भी हैं जिनमें से एक को मैं दिखाऊंगा अब क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के साथ समस्या यह है कि यह एक अलग कॅरक्टरिस्टीक्स इम्पीडेन्स है जो दूसरों के साथ तुलना में या तो शॉर्टेड स्टब या ट्रांसमिशन लाइन का टुकड़ा है जो हम उपयोग कर रहे हैं और यह कभी कभी असुविधाजनक बनाता है क्योंकि हम एक समान एक कॅरक्टरिस्टीक्स इम्पीडेन्स और एक समान विड्थ रखना पसंद करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि समान कॅरक्टरिस्टीक्स इम्पीडेन्स सभी ट्रांसमिशन लाइन के साथ विड्थ के अनुरूप है इसलिए यदि आप सभी स्टब्स और सभी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कॅरक्टरिस्टीक्स इम्पीडेन्स को कोंस्टंट रखना चाहते हैं तो हम इस तकनीक को नियोजित कर सकते हैं जो कि मैं अब वर्णन करने जा रहा हूं अब मान लें कि हमारे पास अपना स्मिथ चार्ट है यदि मैं इस स्मिथ चार्ट के लिए एक अलग रंग का उपयोग करता हूं तो यह मेरा स्मिथ चार्ट है और मेरे पास एक इम्पीडेन्स है जो कहता है कि मैं मूल्य भी लिखूंगा छोटा ZL नॉर्मलाइज़्ड इम्पीडेन्स है जो अब इस विधि में है हम एक संयुक्त ZY स्मिथ चार्ट का उपयोग करेंगे Z स्मिथ चार्ट से कैसे परिवर्तित करें अब हम Z स्मिथ चार्ट के अनुरूप गामा प्लेन में हैं अगर मैं इसे Y स्मिथ चार्ट में बदलना चाहता हूं जैसा कि आप जानते हैं तो हम इसे 180 डिग्री तक स्थानांतरित कर देते हैं एक बार जब आप इसे स्थानांतरित करते हैं तो आपको यह बिंदु YL के अनुरूप मिलता है अब भी एक बार जब आप YL प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप एडमिटन्स स्मिथ चार्ट में हैं इसलिए ओरिजिन दोनों एडमिटेंस स्मिथ चार्ट के साथ साथ इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट के मैचिंग से मेल खाती है इसलिए हमें फिर से इस बिंदु को ओरिजिन में लाना होगा हम वह कैसे कर सकते है अब एक तरह से हम ऐसा कर सकते हैं कि आप फिर से जानते हैं कि आप केंद्र के रूप में गामा प्लेन की ओरिजिन के साथ कम्पास लेते हैं और एक अर्क खींचते हैं जब तक कि आप R को 1 सर्कल के बराबर पार नहीं कर रहे हैं तो मुझे इसे ठीक से ड्रॉ करने दें तो आप यहां 1 सर्कल के बराबर R पार कर रहे हैं अब एक बार देखें कि आप R को 1 सर्कल के बराबर पार करते हैं क्योंकि इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए आपको Z में 1 प्लस J0 के बराबर होना है इसलिए आप पहले से ही हैं या मैं Y के संदर्भ में लिख सकता हूं कि आपको 1 प्लस J0 प्राप्त करना है तो अब आप देखें कि वास्तव में यह 1 सर्कल के बराबर G है बस मैं यह छोटा सुधार करना चाहता हूं यह G 1 सर्कल के बराबर है क्योंकि हम Y स्मिथ चार्ट पर हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए आपको 1 से अधिक J0 स्पष्ट गले के रूप में इनपुट एडमिटन्स प्राप्त करना होगा और आपने पहले ही 1 अंक के बराबर G हासिल कर लिया है तो G कंडीशन संतुष्ट है लेकिन अब यह बिंदु जरूरी नहीं कि 0 सस्केपटेन्स के अनुरूप हो जो कि b में 0 के बराबर नहीं है लेकिन G में 1 के बराबर है मैं 0 के बराबर B कैसे बना सकता हूं तो अब सर्किट पर यह 2 क्या संगत है क्या मेरे पास मेरा YL था मैंने ट्रांसमिशन लाइन का एक टुकड़ा जोड़ा जिसकी लंबाई थीटा है और इस बिंदु पर मेरे पास 1 के बराबर मेरा G है लेकिन मुझे अभी भी अपना B रद्द करना है मैं उसे कैसे कर सकता हूँ B को रद्द करने के लिए मैं सिर्फ एक शॉर्टेड या ओपन स्टब लगा सकता हूं अगर मुझे इसे रद्द करना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सस्केपटेन्स का नकारात्मक मान होना चाहिए इसलिए उस सस्केपटेन्स मान को मुझे यहां और उस लंबाई से जोड़ना होगा जिसे रद्द करने के लिए मुझे उस लंबाई की आवश्यकता होगी जिसे मैं रद्द करने के लिए आवश्यक शॉर्ट या ओपन स्टब की लंबाई सबसे पहले यह देखें कि इस मामले में कहें कि यह मूल्य में J 16 B है और यह माइनस J 16 है यदि मैं एक शॉर्टेड स्टब का उपयोग कर रहा हूं तो मुझे इस बिंदु से दूरी की गणना करनी होगी क्योंकि यह बिंदु गामा प्लेन पर शॉर्ट से मेल खाता है और यह बिंदु गामा प्लेन पर ओपन से मेल खाता है तो यह शॉर्टेड स्टब की लंबाई है जिसे मुझे माइनस J 16 सस्केपटेन्स को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी अगर मैं एक ओपन स्टब का उपयोग कर रहा हूं तो मुझे ओपन एंड से शुरू करने की लंबाई की आवश्यकता होगी इसलिए मुझे इस दूरी की आवश्यकता होगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि शॉर्ट स्टब की खुली लंबाई ओपन स्टब की लंबाई से कम है इसलिए मैं शॉर्टेड स्टब का चयन करता हूं इसलिए पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में बताने के लिए मेरे पास एक ZL है यह 25 माइनस J25 के बराबर YL से मेल खाता है पहले मैं थीटा से संबंधित ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जोड़ता हूं फिर मैं थीटा की लंबाई का एक शॉर्टेड स्टब जोड़ता हूं और मुझे 1 के बराबर Y मिलता है स्मिथ चार्ट पर यह इस तरह दिखेगा मैंने ZL के साथ शुरुआत की मैंने इसे YL में बदल दिया फिर मैंने G के 1 अर्क के बराबर एक अर्क खींचा तब मुझे पता चला कि यहाँ B J 16 के बराबर है फिर मैंने एक बिंदु माइनस J 16 चुना और मैंने शॉर्ट स्टब थीटा लंबाई की कुल लंबाई की गणना की तो यह थीटा है और यह लंबाई थीटा लंबाई है तो यह है कि हम इम्पीडेन्स मैचिंग गले की ध्वनि कैसे कर सकते हैं यह फायदा है कि जैसा कि मैंने कहा कि यहां सभी सेग्मेंट्स का कॅरक्टरिस्टीक्स इम्पीडेन्स समान है अब मैंने इसे करने के 2 तरीके दिखाए हैं एक क्वार्टर वेव ट्रांसफ़ॉर्मर क्वार्टर वेव ट्रांसफ़ॉर्मर का उपयोग कर रहा है और दूसरा शॉर्ट ट्रांसमिशन स्टब्स के साथ सामान्य ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग कर रहा है आपके द्वारा चुनी गई विधि आपके ऊपर है लेकिन विधि की वास्तविकता को ध्यान में रखें और यह भी कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि में न्यूनतम सेगमेंट की संख्या होनी चाहिए धन्यवाद